फर्श डायाफ्राम ईंट फर्श ईंट फर्श के विभिन्न विन्यास उपलब्ध हैं मौजूदा चिनाई संरचनाओं के रूप में आप ईंट फर्श देख पाएंगे जो कि समग्र हैं मुख्य रूप से ईंट चिनाई से बने हैं लेकिन एक व्यवहार है जो एक हद तक उन प्रणालियों के अनुरूप है जिनसे हम परिचित हैं या जिस प्रणाली से हम परिचित हैं आधुनिक निर्माणों के वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से प्रबलित चिनाई प्रबलित ईंट या प्रबलित कंक्रीट फर्श स्वयं तो ईंट फर्श की यह पहली श्रेणी जिसे मैं देख रहा हूं को मद्रास छत के फर्श के रूप में काफी लोकप्रिय माना जाता है यह कुछ ऐसा है जो मद्रास प्रेसीडेंसी में प्रचलित प्रचलित था और इसीलिए इसे मद्रास टैरेस फ्लोर स्लैब नाम दिया गया इसलिए यदि आप मद्रास की छत के फर्श स्लैब के विन्यास को देखते हैं तो यह बारीकी से फैला हुआ राफ्टर्स द्वारा गठित किया जाता है लकड़ी के राफ्टर्स हैं और ये लकड़ी की छतें ईंट के फर्श की मुख्य सहायक प्रणाली हैं इन राफ्टरों को कुछ स्थितियों में स्टील के रोलर्स को लुढ़काया जा सकता है और यदि आपके पास बड़े स्पैन हैं जिन्हें ईंट के फर्श के साथ फैलाया जाना है तो आप वास्तव में स्टील के जॉइस्ट को एक दिशा में और ऑर्थोगोनल दिशा लकड़ी के राइटर या छोटे स्टील सेक्शन में रोल कर सकते हैं तो मुख्य सहायक प्रणाली एक तनाव प्रतिरोध प्रणाली तनाव प्रतिरोध सामग्री है तनाव में लकड़ी अच्छी हो रही है अगर यह स्टील होने जा रहा है तो यह भी एक ऐसी सामग्री है जो तनाव का सामना करने में अच्छा है क्रॉस सेक्शन को तत्व प्रदान करने वाली कम्प्रेशन स्ट्रेंथ ईंट की परत है जो इन जॉइस्ट द्वारा समर्थित है तो ये बारीकी से फैला हुआ राफ्टर्स हैं जो आपको सामान्य रूप से दिखाई देंगे ईंट बिछाने आमतौर पर किनारे पर ईंट है ईंट का किनारा वह है जो उस तल पर बैठा है जिस पर फर्श का निर्माण किया जा रहा है और ईंटों की यह परत ईंट की चिनाई की परत कंक्रीट से सबसे ऊपर है यह चूना कंक्रीट हो सकता है यह सीमेंट कंक्रीट भी होगा असल में हम इसे ईंट जेली लाइम कंक्रीट के रूप में संदर्भित करते हैं जहां ईंटों के टूटे हुए टुकड़े को ईंटबट के रूप में उपयोग किया जाता है और चूने के मोर्टार में आपको एक संरचना मिलती है जिसे ईंट जेली लाइम कंक्रीट कहा जाता है जिसे बीजेएलसी कहा जाता है आमतौर पर विनिर्देशों में ईंट की चूना कंक्रीट कंक्रीट की सबसे ऊपरी परत होती है और फिर अगर यह अंतिम मंजिल है तो आपके पास अपक्षय कोट और शायद टाइलें होंगी या यदि यह एक आंतरिक तल है तो आपके पास कुछ टाइलें होंगी जो फर्श को ख़त्म करने के लिए टाइलिंग के लिए होती हैं दिलचस्प बात यह है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो आज बहुत प्रचलित नहीं है लेकिन कुछ दशक पहले इसमें अभी भी इस तरह की प्रणाली का उपयोग करके निर्माण किए गए थे यदि आप सिस्टम की जांच करते हैं तो समग्र प्रणाली आप इस बात की सराहना करेंगे कि क्रॉस सेक्शन नीचे स्थित तन्यता प्रतिरोध तत्व और शीर्ष के संपीड़न प्रतिरोध तत्व से बना है इसलिए यदि आप नियमित रूप से झुकने को देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन पर मोमेंटिंग क्षण यह बहुत ही समान है कि एक प्रबलित कंक्रीट क्रॉस सेक्शन क्या होगा तो आपके पास वास्तव में एक आईएस कोड है जो इन मंजिलों के निर्माण का विवरण देता है जिसे मद्रास छत प्रकार फर्श निर्माण कहा जाता है और आपको ईंट को किनारे पर रखने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है यह एक अनोखी प्रक्रिया है जिसमें इस मंजिल का निर्माण किया जाता है एक बार लकड़ी के राफ्टर्स को रखने के बाद किनारे पर ईंट को तिरछे तरीके से बिछाया जाता है एक विकर्ण फैशन में कमरे के एक कोने से शुरू किया जाता है जिसे दूसरे छोर तक फैलाया जाता है और यह आमतौर पर बिना किसी सहारा या मचान के उपयोग के लिए किया जाता है फर्श सिस्टम को पकड़ें जिस तरह से इसे निष्पादित किया जाता है वह परत है ईंट की पहली परत रखी गई है मोर्टार है जो बड़ी सतह पर लगाया जाता है क्योंकि एक ईंट को किनारे पर रखा जाता है और अगले ईंट को कुछ मिनटों के भीतर रखा जाता है और एक मिनट के मामले में यह मोर्टार के साथ बांड को विकसित करेगा और यह बंधन इसे जगह में रखने के लिए पर्याप्त है इसे एक प्रोप की आवश्यकता नहीं है इसके लिए किसी अतिरिक्त समर्थन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है तो यह निर्माण बिना किसी समर्थन प्रणाली के होता है और विकर्ण संरेखण भी उस लिंक का उपयोग करने के लिए होता है जो आपके बीच मिलेगा अधिकतम लिंक जो आपको दो राफ्टरों या दीवार के किनारे के बीच में मिलेगा तो यह एक अनूठी प्रणाली है जहां उस व्यक्ति को देखना खुशी की बात है जो वास्तव में इस तरह की छत बना रहा है यह उन श्रमिकों के कौशल पर बहुत कुछ निर्भर करता है जो इस तरह की मंजिल को अंजाम दे रहे हैं ऐसी प्रणाली के अस्तित्व को समझना उपयोगी है क्योंकि कई मौजूदा संरचनाओं में चिनाई वाली मौजूदा संरचनाएं यदि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आप इस तरह की मंजिल प्रणाली का सामना कर सकते हैं एक और ईंट फर्श प्रणाली जो फिर से एक ऐसी प्रणाली नहीं है जो आज प्रचलित है लेकिन देश भर में कई औपनिवेशिक इमारतों में बहुत अच्छी तरह से वितरित की जा सकती है जिसे जैक आर्क रूफ सिस्टम कहा जाता है और एक जैक आर्क रूफ सिस्टम में पिछली टाइपोलॉजी के अनुरूप जिसे आपने देखा है आपके पास कंपोज़िशन का हिस्सा तनावपूर्ण है और आपके पास कंपोज़िशन का कंप्रेशन रेज़िंग पार्ट है इस विशेष मामले में क्या किया जाता है आपके पास एक ईंट आर्च है जिसे आप यहां उजागर करते हुए देखते हैं प्लास्टर की परत बंद हो गई है और इसलिए आप ईंट निर्माण को देख पा रहे हैं और यह एक आर्च के रूप में है जो स्पैन आपके द्वारा देखे जाने वाले दो समर्थनों के बीच समर्थन आमतौर पर स्टील में होते हैं रोल्ड स्टील जॉइस्ट का उपयोग किया जाता है आर्च कम वृद्धि का है यह एक विशिष्ट अर्धवृत्ताकार या खंडीय आर्च नहीं है यह एक बहुत कम वृद्धि वाला आर्च या एक सेगमेंट आर्च है जिसमें अनुपात में वृद्धि होती है और फिर इस पूरी रचना में टॉपिंग के रूप में आपकी ठोस परत होती है फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह आंतरिक मंजिल है या छत ही फिर से एक आईएस कोड है जो इस तरह से निर्मित होता है जैक आर्क निर्माण के लिए अभ्यास का एक कोड है और आप वास्तव में देख सकते हैं कि रोल्ड स्टील जॉयिस्ट के बीच मेहराब खुद कैसे बैठा है तो आपके पास यहाँ I खंड है जो आप यहाँ देख रहे हैं वह I खंड है I सेक्शन पूरे कमरे में फैला हुआ है और फिर I सेक्शन का उपयोग आर्क के बैठने और आर्क के निर्माण के लिए किया जाता है एक निर्माण के प्रकार में एक चुनौती क्या है जंग से स्टील तत्वों का संरक्षण है और इसलिए आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन में यहां लुढ़का हुआ स्टील जॉयस्ट खुद कंक्रीट में घिरा हुआ है लेकिन अक्सर बेस निकला हुआ नहीं होता है आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ मिलेंगी जहाँ पर यह लगा हुआ है लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है और आप वास्तव में जंग के विभिन्न चरणों में नीचे निकला हुआ किनारा और अक्सर झूलते हुए देख सकते हैं मुख्यतः क्योंकि ईंट की बजाय छिद्रयुक्त नमी हो सकती है और यहाँ आपके पास स्टील है लुढ़का हुआ स्टील जोइस्ट जिसे जंग से बचाने की जरूरत है तो यह एक बल्कि चुनौतीपूर्ण है यह एक अच्छा फर्श प्रणाली है हालांकि एक पुनर्वास बिंदु से यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मंजिल प्रणाली है तो यह कुछ ऐसा है जो मद्रास में प्रचलित है चेन्नई में आप घूम सकते हैं और देश की लंबाई और चौड़ाई में कई औपनिवेशिक इमारतों में इस तरह के निर्माण को देख सकते हैं तो यह ईंट फर्श की दूसरी किस्म है जिसे आप सामान्यतः देख सकते हैं बेशक आधुनिक संदर्भ में हम प्रबलित कंक्रीट फर्श के लिए अधिक उपयोग किए जाते हैं और ईंट चिनाई वाली इमारतों में यह प्रबलित कंक्रीट फर्श एक बहुत ही सामान्य संरचनात्मक टाइपोलॉजी है प्रबलित कंक्रीट के फर्श कठोर डायाफ्राम के रूप में कार्य करते हैं और एक चिनाई वाली इमारत के पार्श्व भार प्रतिरोध के संदर्भ में एक बहुत ही सामान्य और उपयोगी टाइपोलॉजी है विमान में कठोर होने के कारण चिनाई वाली इमारत के पार्श्व भार प्रतिरोध में एक सकारात्मक भूमिका होती है यह एक तत्व के रूप में कार्य करता है जो पूरी संरचना को एक साथ जोड़ता है यदि प्रबलित कंक्रीट स्लैब के साथ बांड बीम के साथ प्रदान किया जाता है हालांकि प्रबलित ईंट स्लैब भी असामान्य नहीं हैं वास्तव में प्रबलित ईंट स्लैब जो आप यहां स्लाइड में देखते हैं यह पीडब्ल्यूडी द्वारा एक प्रारंभिक मैनुअल से पुन पेश किया जाता है और यह एक विस्तृत रिपोर्ट है जो प्रबलित ईंटवर्क प्रबलित ईंटवर्क पर है और इस मामले में हम ठोस इकाइयों की बात कर रहे हैं हम खोखले ईंट के काम खोखले ब्लॉक के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ठोस ईंट का काम कर रहे हैं बीम के लिए प्रबलित ईंट का काम और स्लैब के लिए प्रबलित ईंट का काम कुछ ऐसा था जो 1900 के दशक की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में इस देश में इस्तेमाल किया गया था और उपमहाद्वीप में कुछ विनाशकारी भूकंपों में चिनाई वाली इमारतों के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्य रूप से प्रमुखता हासिल की थी यह बलूचिस्तान में क्वेटा जैसी जगहों पर दीवारों को मजबूत करने के लिए एक विधि के रूप में प्रचलित हुआ जहां क्वेटा बंधन जो कि चिनाई को पकड़ने के लिए बनाई गई शून्य के साथ एक दीवार निर्माण प्रणाली है चिनाई संरचनाओं पर भूकंप के प्रभाव के बाद क्षेत्र से एक विकास है इसलिए यदि आप यहां विस्तार से देखते हैं तो आपके पास वास्तव में सुदृढीकरण के साथ रखी गई ईंट है जो ईंट के काम के बीच चल रही है और यह प्रबलित ईंट स्लैब निर्माण कुछ ऐसी इमारतों में पाया जाता है जो देश में 1900 इमारतें हैं लेकिन आज यह फिर से एक टाइपोलॉजी है जिसमें संक्षारण दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समस्या है एक बार जब ईंट के स्लैब में मौजूद स्टील कोरिंग करने लगता है तो ईंट का काम ख़त्म होने लगता है कंक्रीट के विपरीत जो स्पैल और आप कंक्रीट पर प्रबलित कंक्रीट स्लैब में कंक्रीट की मरम्मत कर सकते हैं कंक्रीट पर स्पॉलिंग और अन्य प्रभावों के साथ ईंट स्लैब की मरम्मत बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पैच मरम्मत के रूप में भागों के प्रतिस्थापन कुछ ऐसा नहीं है जो आसान है इसलिए अत्यधिक संक्षारण क्षति की स्थितियों में स्लैब का प्रतिस्थापन एकमात्र विकल्प है जो आपके पास होगा हालांकि इन कठिनाइयों को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आपके पास खोखले ब्लॉक हैं जो फर्श के स्लैब या किसी भी निर्माण के वजन को कम करने के लिए एक अच्छा समाधान है हाइब्रिड प्रबलित फर्श प्रणाली के एक हिस्से के रूप में उपयोग किए जाने वाले खोखले ब्लॉक आम हैं यह फिर से एक टाइपोलॉजी है जो भारत में अभी तक प्रचलित नहीं है लेकिन यूरोप और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के देशों में आपके पास ये निर्माण होंगे और यदि आप वास्तव में इस तस्वीर की यहां जांच करते हैं तो यह आपको एक बहुत अच्छा विचार देगा एक प्रबलित ईंटवर्क सह कंक्रीट स्लैब क्या होगा यदि आप क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो आपको मुख्य विरोध करने वाले तत्व मिले हैं जो वास्तव में ये जोइस्ट हैं ये जालीदार जॉइस्ट हैं ये मूल रूप से प्रबलित कंक्रीट रिब हैं उनके पास स्टील का सुदृढीकरण है वे आवश्यक आयामों तक फैलाएंगे और दीवारों पर समर्थित होंगे या चिनाई की दीवार या चिनाई की दीवार में बीम से जुड़े होंगे इन्हें जाली जॉइस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि हम वास्तव में स्टील के जाली के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं जो कंक्रीट में एम्बेडेड है आपके पास एक बेस ट्रे है जिसमें यह बैठा हुआ है और यही वह जगह है जो जाली को पकड़ती है और यही वह स्थान है जो अंत में समतल होता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इन प्रबलित कंक्रीट जॉइस्ट बनाने के लिए सीटू कंक्रीटिंग में है और इन जॉइस्ट्स की रिक्ति पर निर्भर करेगा बेशक फर्श पर आने वाले स्पैन और तरह के भार खुद ही स्लैब में आते हैं इन जॉइस्ट के बीच आपके पास वास्तव में खोखले मिट्टी के ब्लॉक होते हैं जो संपीड़न में अच्छे होते हैं वे खोखले हैं तो स्लैब निर्माण में वजन कम हो जाता है देने के लिए अभिनय पूरे सिस्टम में कतरनी हस्तांतरण और खुद को झुकने में स्लैब के क्रॉस सेक्शन के लिए आवश्यक संपीड़ित ताकत हो सकती है अंत में यह पूरा निर्माण एक ठोस पेंच के साथ बंद कर दिया जाता है और समग्र क्रॉस सेक्शन बनाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के एक प्रबलित ईंट कंक्रीट स्लैब कुछ ऐसा है जो दुनिया भर में कई आधुनिक निर्माणों में प्रचलित हो रहा है इसका एक और फायदा यह भी है कि आप वास्तव में असेंबल किए गए तत्वों को इकट्ठा कर सकते हैं और स्क्रू कंक्रीट को अकेले किया जाता है जिसमें सभी अन्य तत्व होंगे जो इकट्ठे में लाए गए हैं वे पूर्वनिर्मित हैं पूर्वनिर्मित हैं साइट पर लाए गए हैं और इकट्ठे हैं और खराब कंक्रीट अकेले वही है जो साइट पर निष्पादित किया जाता है तो यह निश्चित रूप से निर्माण के लिए एक लोकप्रिय प्रणाली बन रही है अन्य लाभ यह है कि जब आपके पास ये खोखले स्लैब होते हैं तो कार्यात्मक रूप से उनका उपयोग कुछ डक्टिंग के लिए भी किया जा सकता है तो आपके पास आधुनिक ईंट कंक्रीट फर्श के रूप में एक दिलचस्प संरचनात्मक कूप कार्यात्मक समाधान है अब तक हम विभिन्न प्रकार के चिनाई वाले तत्वों को देख रहे हैं हमने दीवारों की जांच की विभिन्न प्रकार की दीवारें संभव हमने फिर बीम और दाल की जांच की और ये हैं इन पर लगाम लगाई जानी है और फिर पारंपरिक और आधुनिक प्रबलित ईंट फर्श के बीच विभिन्न प्रकार के ईंट फर्श हैं अंत में प्रणालियों चिनाई संरचनात्मक प्रणालियों और चिनाई के वर्गीकरण को उनके संरचनात्मक विन्यास के आधार पर देखने के लिए हम विभिन्न श्रेणियों की जांच करेंगे पहला अविवेकी चिनाई है जहां अपरिवर्तित शब्द कुछ ऐसा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रबलित चिनाई को देखना शुरू कर दिया है पहले यह सिर्फ साधारण चिनाई के रूप में संदर्भित किया जाएगा क्योंकि यह सुदृढीकरण के बिना है अपरिचित चिनाई जैसा कि हमने पहले देखा है जब हम चिनाई की प्रकृति की जांच कर रहे थे यह विशुद्ध रूप से संपीड़न में चिनाई की ताकत पर निर्भर करता है यहां तक कि तनाव में लचीले तनाव में इसलिए यदि बेड संयुक्त मोर्टार में एक परिमित लेकिन छोटी फ्लेक्सुरल टेंसिल ताकत होती है तो यह फ्लेक्सुरल टेंसिल ताकत पर निर्भर करता है कि चिनाई को पार्श्व और गुरुत्वाकर्षण बलों के संयोजन का विरोध करना होगा इसी तरह यह कतरनी ताकतों का विरोध करने के लिए अप्रतिबंधित चिनाई की दीवार पर निर्भर करेगा तो यह दीवार है चिनाई की ताकत है जो वास्तव में पार्श्व या पार्श्व सह गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण भार का अकेले ख्याल रख रही है हमने थ्रस्ट लाइन की जांच की है कि एक क्रॉस सेक्शन और कंपोनेंट का प्रतिरोध कैसे विकसित होता है उस दृष्टिकोण से यदि आप वास्तव में अप्रतिबंधित चिनाई वाली दीवारों को देखते हैं तो दीवार की मोटाई एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और यदि जांच की जाती है कि दीवारों को एक निश्चित मोटाई का क्यों होना है तो यह सुनिश्चित करना है कि कोई तनाव जाल नहीं है क्रॉस सेक्शन में तनाव हालाँकि हम अनुकूलन करना चाहते हैं हम इन क्रॉस सेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं यदि आप अनारक्षित चिनाई वाले निर्माण का निर्माण कर रहे हैं आज हम पतली दीवारों को देखना चाहते हैं लेकिन तथ्य यह है कि यदि भार के संयोजन का परिणाम मध्य तीसरे को पार करता है तो आपको क्रॉस सेक्शन में क्रैकिंग मिलेगा आपको क्रॉस सेक्शन में तनाव मिलेगा और अगर सामग्री खराब तन्यता की है तो आपको क्रैकिंग हो जाएगी अगर वहाँ परिमित फ्लेक्सुरल तन्य शक्ति है तो दीवार को जरूरी नहीं कि जिस क्षण आपको तनाव हो लेकिन निश्चित रूप से दीवार की मोटाई मायने रखती है और दुबलापन अनुपात कोड द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि संयोजन पार्श्व भार और गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत चिनाई दरारें तो यह निश्चित रूप से पहली श्रेणी है यह श्रेणी भूकंपों के तहत अपने कुख्यात प्रदर्शन के कारण कुछ देशों में लगभग गैरकानूनी घोषित कर दी गई है उदाहरण के लिए न्यूज़ीलैंड जैसे देशों ने ऐसा कानून पेश किया जिसके लिए आवश्यक है कि किसी भी नए निर्माण को असंगत चिनाई के साथ निष्पादित न किया जाए क्योंकि जब आपकी भूमि अत्यधिक भूकंपीय होती है तो आपके पास एक ऐसा निर्माण नहीं हो सकता है जिसमें बेहद खराब प्रदर्शन हो यदि इसमें दीवारों के बीच अच्छे कनेक्शन जैसी सकारात्मक विशेषताएं नहीं हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की है इस प्रकार अविभाजित चिनाई आज प्रमुख है आज के संदर्भ में ज्यादातर उन क्षेत्रों में है जहां सीस्मता कम है हालाँकि यदि भूकंपीयता कम है तो भी हम किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से असमान होने के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं जिसका अर्थ है अगर हम ऐसा करते हैं तो एक कम लोड के कारण भी भूकंप के कारण या जमीन के झटकों के कम स्तर के कारण ये संरचनाएं मिल सकती हैं अयोग्य श्रेणी जो वांछनीय नहीं है और इसलिए जिस दिशा में अधिकांश देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोडल वजीफा होना आवश्यक है जिसमें इन निर्माणों में निर्मित न्यूनतम भूकंप प्रतिरोध की आवश्यकता होती है यहां तक कि अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो किसी देश में सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र में संरचनाएं हैं जो कि हाल ही में भारत जैसे देश ने भी अपनाई है इसलिए भविष्य में एक टाइपोलॉजी के रूप में अप्रकाशित चिनाई आपको केवल मौजूदा इमारतों और उन मौजूदा इमारतों में मिलेगी यदि वे सार्वजनिक भवन हैं तो यह अनिवार्य है कि वे वास्तव में भूकंप के खिलाफ पीछे हट जाते हैं तो आपको चाहिए कि आपको गैर जरूरी चिनाई वाली इमारतों का सिकुड़ा हुआ स्टॉक देखना चाहिए यह एक टाइपोलॉजी के रूप में है कि ओवरटाइम कम हो जाएगा इसलिए यदि आप एक अपरिवर्तित चिनाई का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आपके पास क्या विकल्प हैं और विकल्पों में से तीन विकल्पों की हम जांच करेंगे निश्चित रूप से उनमें से दो प्रबलित चिनाई और सीमित चिनाई संभवतया सबसे अधिक व्यवहार्य व्यावहारिक और कुशल हैं क्योंकि लोड लोडिंग चिनाई के निर्माण का विरोध करने वाले पार्श्व भार हैं एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे हम जांचेंगे जिसे प्रीस्ट्रैस्सड मेसनरी कहा जाता है हालाँकि यह उन मुद्दों के कारण बहुत सफल टाइपोलॉजी नहीं है जिन्हें हम एक पल में जांच लेंगे हालाँकि एक अवधारणा है जो मौजूदा चिनाई संरचनाओं के लिए अच्छी तरह से काम करती है तो दूसरी श्रेणी में प्रबलित चिनाई है और जब आप प्रबलित चिनाई को देखते हैं तो यह वास्तव में विरोधाभासी है कि प्रबलित चिनाई जैसी एक संरचनात्मक प्रणाली भारत में भी आंशिक रूप से विकसित हुई थी और यह 2016 में ही है जब राष्ट्रीय भवन कोड ने प्रबलित चिनाई पर एक खंड पेश किया जिसे हमने औपचारिक रूप से एक संरचनात्मक प्रणाली के रूप में अपनाया लगभग 100 साल बाद इसलिए पिछली स्लाइड्स में जब मैंने आपको प्रबलित ईंट चिनाई पर पीडब्ल्यूडी तकनीकी नोट दिखाया था जो 19 देर से 1910 के 1920 के दशक का था लेकिन यह 2016 में ही है कि हमने औपचारिक रूप से प्रबलित चिनाई को एक संरचनात्मक डिजाइन समाधान के रूप में हमारे कोड में पेश किया है हालाँकि यह कई देशों में प्रचलित टाइपोलॉजी है जो भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया जिले जापान जैसा कि आप जानते हैं प्रबलित चिनाई और न्यूजीलैंड प्रबलित चिनाई निम्न से मध्यम वृद्धि वाले निर्माणों के निर्माण के लिए एक अत्यधिक प्रचलित टाइपोलॉजी है तो आवासीय भवनों छोटे कार्यालय परिसरों और वाणिज्यिक परिसरों स्टील और कंक्रीट के पल प्रतिरोधी आग की लपटों का विरोध करने वाले क्षणों की तुलना में सभी छोटे पैमाने तो आपको चिनाई को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसलिए एक निश्चित कठिनाई है यदि आप ठोस ब्लॉकों के साथ काम करने जा रहे हैं तो खोखले ब्लॉक निर्माण का उपयोग चिनाई को मजबूत करने की आवश्यकता के लिए अनुकूल है आपको मूल रूप से जेब में सुदृढीकरण रखना होगा और आपको ऊर्ध्वाधर निरंतरता की आवश्यकता होगी तो ऊर्ध्वाधर जोड़ों से बचने और स्टील सुदृढीकरण लगाने के लिए आपके पास ऊर्ध्वाधर निरंतरता रखने की आवश्यकता पर चर्चा पर वापस जाना एक ऐसी चीज है जिसे सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता है क्योंकि आपको अभी भी ऊर्ध्वाधर जोड़ों नहीं होना चाहिए ऊर्ध्वाधर जोड़ों के साथ स्टैक बॉन्डिंग वांछनीय नहीं है लेकिन आपके पास निरंतर ऊर्ध्वाधर गुहाएं होनी चाहिए और इसलिए ऐसे बंधन हैं जो ऊर्ध्वाधर चैनलों के निर्माण की अनुमति देते हैं जिसमें हमारे पास सुदृढीकरण हो सकता है निश्चित रूप से एक चुनौती है जिससे निपटना पड़ता है इसलिए यदि आपके पास पार्श्व बलों के अधीन प्रबलित चिनाई वाली दीवार है तो आपके पास दीवार का चिनाई वाला हिस्सा है और फिर आपके पास दीवार के भीतर सुदृढीकरण है यह सुदृढीकरण तब काम करना शुरू करता है जब ईंट की चिनाई टूटने लगती है या चिनाई सही से टूटने लगती है अब गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के तहत दरार करने के लिए अलग अलग संभव तंत्र हैं और इसलिए ज्यामितीय विन्यास के आधार पर हम 1 से कम या 1 के अनुपात वाले पहलू अनुपात की दीवारों को देख रहे हैं जिसमें प्रतिरोध करने के लिए चिनाई वाली दीवारें हैं विमान कतरनी को सुदृढीकरण के साथ डिजाइन करना होगा जो उस तरह के तंत्र से मेल खाता है जिसे आप अंतिम रूप से बचना चाहते हैं विफलता पर तो कतरनी और तनाव फ्लेक्सुरल तनाव और कतरनी गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के कारण होता है जिसके लिए आपको सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है बेशक यह सुदृढीकरण दीवार को अतिरिक्त शक्ति प्रतिरोध प्रदान करता है इसलिए ताकत में सुधार होता है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विरूपण क्षमता के बारे में चिंतित हैं तो विरूपण क्षमता में सुधार होता है सुदृढीकरण के कारण आपके पास दरारें और अतिरिक्त पार्श्व विस्थापन क्षमता या विरूपण क्षमता का वितरण होता है जो सुदृढीकरण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए उन अवधारणाओं पर विचार करना जो प्रबलित कंक्रीट से आते हैं स्टील को वितरित करना एक अच्छा अभ्यास है तो आपको उन विन्यासों को देखने में सक्षम होना चाहिए जहां चिनाई वाली दीवारों में स्टील वितरित किया जा रहा है इसलिए क्रैकिंग का वितरण प्राप्त करने योग्य है और यदि आप दरारें वितरित करते हैं तो आपको बेहतर विरूपण क्षमता प्राप्त होती है क्योंकि आपका स्टील तब दरार उत्पादन की प्रगति के रूप में उपज शुरू कर सकता है इसलिए वैचारिक रूप से प्रबलित चिनाई प्रणाली के काम करने का तरीका एक डिजाइन और विश्लेषण के दृष्टिकोण से प्रबलित कंक्रीट सिस्टम कैसे काम करेगा इसके समान है इसलिए यदि आप एक प्रबलित लेते हैं या यदि आप एक चिनाई वाली दीवार लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बलों और पार्श्व बलों दोनों के अधीन है तो परिणामी संपीड़न का वितरण गैर समान है आपको दीवार के एक छोर पर कम संपीड़न होगा उच्च संपीड़न पर अन्य पार्श्व बलों की कार्रवाई के तहत जो वास्तव में चक्रीय होगा तो शुरू में जब पार्श्व भार का स्तर कम होता है तो संभवतः आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां पूरी दीवार अभी भी संपीड़न में है लेकिन यह मामला नहीं हो सकता है तनाव के कारण डिजाइन भार स्वयं दीवार को खुर में ले सकता है चिनाई की दीवार में कुछ परिमित तन्य शक्ति हो सकती है और यदि ऐसा है तो चिनाई को दरार की आवश्यकता नहीं है आपके पास संपूर्ण क्रॉस सेक्शन अभी भी गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के लिए सक्रिय है फिर से बढ़ते पार्श्व भार के साथ ऐसा न हो कि आप क्रॉस सेक्शन और आंशिक खंडों में दरारें पड़ें जो गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत संतुलन के लिए आपके लिए उपलब्ध होंगे जब आप एक क्रॉस सेक्शन में क्रैकिंग करते हैं अगर क्रॉस सेक्शन को प्रबलित किया जाता है तो आपके पास वहां बैठे सुदृढीकरण से उपलब्ध तन्यता प्रतिरोध का उपयोग करने की संभावना है तो आपके द्वारा प्रदान की गई छड़ स्टील सुदृढीकरण जो आपने प्रदान की है क्रॉस सेक्शन के टूटे हुए हिस्से में तनाव को बराबर किया जाता है और संपीड़न में है चिनाई की दीवार के हिस्से द्वारा संपीड़न तो यह है कि हम क्रॉस सेक्शन के डिजाइन में विश्लेषण कैसे करेंगे बहुत ही समान है कि हम प्रबलित कंक्रीट और अंतिम में समान कैसे पहुंचेंगे तनाव वितरण ऐसा होगा कि आपकी चिनाई क्रॉस सेक्शन में चिनाई का शेष भाग अब संपीड़न प्लेटों में अपनी अंतिम क्षमता तक पहुंच रहा है और आपके स्टील का उत्पादन हुआ है तो इस क्रॉस सेक्शन को संतुलित करने वाला तन्य बल सभी सलाखों के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के योग के बराबर है सभी सलाखों को बारंबार ताकत से संतुलित होकर सलाखों की उपज ताकत में प्राप्त करना चाहिए प्रिंसिपल जिन्हें हम क्रॉस सेक्शन के विश्लेषण में अपनाते हैं प्रबलित कंक्रीट में चिनाई में एक सचेत प्रयास के साथ अपनाया जाता है यह समझने के लिए कि चिनाई ब्लॉक और ग्राउट जो चिनाई ब्लॉक के भीतर है अलग अलग काम कर सकते हैं यदि वे असंगत सामग्री के हैं यदि आप उदाहरण के लिए लेते हैं तो गुहा में कंक्रीट ग्राउट के साथ एक खोखले मिट्टी ईंट ब्लॉक फिर ग्राउट के संपीड़न गुण खुद खोखले ईंट से अलग होंगे इसलिए सम्पीडन में ज़ोन आवश्यक रूप से एक एकल सामग्री नहीं हो सकता है दो अलग अलग सामग्री हो सकती है और आपके पास वहां स्टील सुदृढीकरण भी हो सकता है आमतौर पर हम सममित सुदृढीकरण प्रदान करते हैं तो इस क्षेत्र में संपीड़न जो आप देखते हैं वास्तव में एक खोखले ईंट के मामले में खोखले मिट्टी ईंट निर्माण में संपीड़न में खोखले मिट्टी ईंट संपीड़न में ग्राउट और संपीड़न में स्टील सुदृढीकरण है दूसरी तरफ हम वास्तव में केवल स्टील सुदृढीकरण होगा जो विरोध कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन के गुण बदल जाएंगे और आपको संभवतः तीन सामग्रियों के व्यवहार पर विचार करना होगा कंक्रीट में हम दो सामग्रियों पर विचार करते हैं और हम क्रॉस सेक्शन के विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने के लिए खुश हैं यही वह मूलभूत अंतर है जो उत्पन्न हो सकता है इसके अलावा अन्य सभी अवधारणाएं जहां तक अंतिम शक्ति सीमा राज्य डिजाइन का संबंध है प्रबलित चिनाई के लिए अपनाया जा सकता है आप इस सुदृढीकरण को कैसे स्थापित करते हैं खोखले ब्लॉक निर्माण जरूरी एकमात्र संभावना नहीं है जो आपके पास है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जैसे आपने प्रबलित ईंट स्लैब को देखा जोड़ों में सुदृढीकरण को जगह देना भी संभव है बेशक अगर हम जोड़ों में सुदृढीकरण डालते हैं तो जोड़ों को मोटा हो जाएगा और खासकर जब वे बिस्तर जोड़ों में होते हैं जैसा कि आप यहां देखते हैं यदि आप बिस्तर जोड़ों में सुदृढीकरण डालते हैं तो सुदृढीकरण और मोर्टार जो संयुक्त के लिए आवश्यक है खुद ईंट की परत की ऊंचाई की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है और यह चिनाई की अच्छी संपीड़ित ताकत प्राप्त करने के मामले में एक समस्या है तो यह चुनौती है जब आप जोड़ों में सुदृढीकरण को जगह देना चाहते हैं आप संयुक्त में मोर्टार की मोटाई को भी कम नहीं कर सकते हैं बस इसलिए कि आपको स्टील के लिए संक्षारण संरक्षण की आवश्यकता है जो आपको प्रदान कर रहा है और आपका मन करता है अगर यह ईंट का काम है तो आप एक ऐसी सामग्री को देख रहे हैं जो कि छिद्रपूर्ण है और इसमें उच्च जल अवशोषण है इसकी विशेषता है तो कुछ ऐसा है जो पानी को स्टील के करीब रखा जाता है निश्चित रूप से वह चीज नहीं है जो आप एक ऐसी स्थिति जिसे आप बनाना चाहते हैं और इसलिए आपको मोर्टार संयुक्त की आवश्यकता होती है जो स्टील को सुदृढीकरण से बचाता है इसलिए जबकि यह संभव है ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनका किसी को सामना करना पड़ता है ऐसे निर्माणों के दीर्घकालिक स्थायित्व के संदर्भ में आप गुहा की दीवारों का निर्माण कर सकते हैं और गुहा में जगह है जिसमें सुदृढीकरण के मैट्रिक्स को रखा गया है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सुदृढीकरण सलाखों को गुहा में रखा जा सकता है और गुहा को ग्रूट किया जाता है तो यह निर्माण का एक सुविधाजनक तरीका है हालांकि इस मामले में दो पत्तियां जो प्रबलित गुहा के दोनों किनारों पर होती हैं उन्हें फिर से धातु संबंधों के उपयोग के साथ रखा जाना चाहिए और ये धातु संबंध वास्तव में ईंट चिनाई या कंक्रीट ब्लॉकों के जोड़ों में चले जाएंगे यदि आप उपयोग कर रहे हैं और ये धातु संबंध फिर से जंग के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं दूसरी संभावना जेब बनाने के लिए है voids बनाने के लिए हमने चूहा जाल बंधन का उदाहरण देखा क्वेटा बंधन एक और संभावना है कि बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन से आप एक ऊर्ध्वाधर गुहा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित गुहा और क्षैतिज रूप से संरेखित गुहा बनाते हैं ताकि आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण चलाएं ऊर्ध्वाधर स्टैगर को पेश करने की चुनौती और एक सतत ऊर्ध्वाधर शून्य प्राप्त करने में सक्षम होना बुनियादी ज्यामितीय चुनौती है जो किसी को प्रबलित चिनाई के इन प्रकारों में होगा और अंत में खोखले ब्लॉक का निर्माण जहां खोखले ब्लॉक के संयोजन के रूप में आप यहां देख रहे हैं और यू आकार वाले ब्लॉक आप दीवारों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण का नेटवर्क प्राप्त कर सकते हैं फिर से जब हम प्रबलित चिनाई की बात करते हैं तो यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्टील सुदृढीकरण दोनों का एक संयोजन है क्योंकि आपको फ्लेक्सुरल प्रतिरोध प्रदान करने और प्रबलित चिनाई की दीवार के लिए कतरनी प्रतिरोध प्रदान करने के लिए सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है जब आप इन प्लेटर लेटरल फोर्स वर्टिकल स्टील के अधीन एक दीवार को देखते हैं जिसे दीवार कतरनी की दीवार या फ्लेक्सुरल वॉल के लिए एक अनुदैर्ध्य स्टील के रूप में संदर्भित किया जाता है तो वास्तव में डॉवेल एक्शन द्वारा कतरनी का काम किया जाता है तो एक विकर्ण दरार के गठन के साथ स्टील सुदृढीकरण इन दरारों में फैल रहा है और कतरनी में प्रतिरोध स्टील सुदृढीकरण में डॉवेल कार्रवाई के गठन से है जबकि यदि आप एक ही दीवार को देखते हैं तो क्षैतिज स्टील की उपस्थिति के साथ दरार वाली दीवार क्षैतिज स्टील प्रत्यक्ष तनाव में है विभिन्न परतों पर वास्तव में तनाव द्वारा पार्श्व बलों का विरोध कर रहा है यह प्रयोगात्मक रूप से और प्रबलित चिनाई के व्यवहार की समझ से दोनों स्थापित है कि क्षैतिज स्टील वह है जो पार्श्व बलों की प्रतिक्रिया के तहत ऊर्ध्वाधर स्टील को अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है जिसका मतलब है कि यदि आपके पास एक दीवार है जो केवल ऊर्ध्वाधर स्टील और प्रबलित दीवार के साथ प्रबलित है जिसमें ऊर्ध्वाधर स्टील और क्षैतिज स्टील दोनों हैं तो क्षैतिज स्टील के साथ दीवार पार्श्व बलों के साथ साथ क्षैतिज स्टील के बिना एक दीवार का विरोध कर सकती है तो चिनाई की दीवार को पार्श्व प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में क्षैतिज स्टील की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सीमित चिनाई दूसरी टाइपोलॉजी है यह एक विकल्प है जो पिछले कुछ दशकों से विकसित हो रहा है 5 से 6 दशकों और कई उच्च भूकंपीय विकासशील देशों में काफी प्रमुख है वास्तव में लैटिन अमेरिका के बड़े क्षेत्रों ने चिनाई के निर्माण को सीमित कर दिया है सीमित चिनाई आज फिर से एक टाइपोलॉजी है जिसे कोड ने मान्यता दी है और कोड के 2016 संस्करण ने वास्तव में एक संरचनात्मक संभावना के रूप में चिनाई को सीमित कर दिया है और एक निर्माण टाइपोलॉजी के रूप में हमारे देश में संख्या के संदर्भ में वृद्धि भी है तो सीमित चिनाई का दिलचस्प पहलू यह है कि यह वास्तव में भार वहन करने वाली चिनाई प्रणाली का संयोजन है और एक पल का विरोध फ्रेम है हालांकि इस तरह के एक निर्माण में प्रबलित कंक्रीट तत्व वास्तव में व्यवहार करने के लिए नहीं होते हैं क्योंकि यह एक क्षण में फ्रेम का विरोध करेगा ये तनाव का विरोध करने वाले तत्वों के रूप में व्यवहार करने के लिए होते हैं क्योंकि संबंध ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा में होते हैं तो प्रबलित कंक्रीट तत्व संबंधों के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे फ्लेक्सियर विरोध करने वाले तत्वों के रूप में काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि एक पल का विरोध करते हुए फ्रेम तो आरसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंधों के साथ फ्रेम और सीमित चिनाई निर्माण का विरोध करने वाले प्रबलित कंक्रीट पल के बीच मूलभूत अंतर है एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह तथ्य है कि प्रबलित कंक्रीट तत्व ऊर्ध्वाधर प्रबलित कंक्रीट तत्व स्वयं की नींव नहीं रखते हैं भार वहन निर्माण चिनाई निर्माण है यही सब है जिसका अर्थ है ऊर्ध्वाधर सलाखों प्रबलित कंक्रीट ऊर्ध्वाधर तत्व आते हैं और प्लिंथ बीम में एम्बेडेड होते हैं जो प्रबलित कंक्रीट प्लिंथ बीम है तो आपके पास नहीं है जैसे कि आप पल पल का विरोध करेंगे स्तंभों के लिए एक अलग फ़ुटिंग फ़्रेम करें आप एक सीमित चिनाई निर्माण में ऐसा नहीं होगा कि चिनाई लोड असर निर्माण एक चल नींव है जिस पर एक प्रबलित देश प्लिंथ बीम प्रदान किया जाता है और ऊर्ध्वाधर आरसी तत्व वास्तव में प्लिंथ बीम में ही एम्बेडेड होते हैं तो ऊर्ध्वाधर भार उठाने वाला कार्य ईंट की चिनाई द्वारा होता है पार्श्व भार प्रतिरोध ईंट की चिनाई द्वारा भी है हालांकि आरसी टाई तत्व विकृति क्षमता में सुधार करते हैं और इन निर्माणों के पार्श्व प्रतिरोध और अच्छे भूकंप प्रदर्शन की अनुमति देते हैं वास्तव में IIT गांधीनगर परिसर में लगभग सभी आवासीय भवन हैं 3 में 2 और 3 मंजिला आवासीय भवन हॉस्टल और संकाय ब्लॉक और कर्मचारी आवास हैं जो कि कंबाइंड चिनाई के उपयोग से निर्मित है और हम संरचनात्मक डिजाइन के लिए एक टाइपोलॉजी के रूप में सीमित चिनाई की जांच करेंगे और का ब्यौरा एक और तरीका है जिसमें आप कारावास प्राप्त कर सकते हैं यहां इसे सीमित चिनाई के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि आप चिनाई की दीवार को कारावास प्रदान करने का इरादा रखते हैं यदि आप चिनाई की दीवार को कारावास प्रदान नहीं करते हैं तो यह पार्श्व बलों की कार्रवाई के तहत भंगुर है यह अच्छे पार्श्व भार प्रतिरोध के लिए विरूपण क्षमता नहीं होगी यह बहुत कम लचीलापन के साथ दरार और विफल हो जाएगा भ्रमित करने वाले तत्व चिनाई की दीवार को परिभाषित करते हैं और विरूपण क्षमता प्रदान करते हैं भ्रमित करने वाले तत्व स्वयं तनाव में चले जाते हैं और यही कारण है कि हम आरसी संबंधों को मुस्कराते हुए और आरसी टाई कॉलम के रूप में बात कर रहे हैं अब आप आरसी टाई तत्वों बीम और कॉलम के लिए एक स्थान निर्दिष्ट करके सीमित चिनाई प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं आप पॉकेट बनाकर और चिनाई में उन पॉकेट्स में सुदृढीकरण को एम्बेड करके चिनाई वाली चिनाई प्रणाली का निर्माण भी कर सकते हैं मैं इस टाइपोलॉजी को छू रहा हूं क्योंकि आईएस 4326 जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और भारत में इमारतों के विवरण के लिए कोड है 2013 में संशोधित किया गया था वास्तव में इन आरसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर टाई तत्वों के साथ ठोस ईंट चिनाई निर्माण के लिए विवरण प्रदान करता है जहां आप क्या करते हैं वास्तव में करने की जरूरत है ईंट परत द्वारा परत बनाकर जेब बनाना और फिर दीवार का निर्माण करना ताकि ऊर्ध्वाधर जेब उपलब्ध हो स्टील को रखा जाता है और उसे ग्रूट किया जाता है हालांकि यह निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यदि आप ड्राइंग को देखते हैं यदि आप ड्राइंग को देखते हैं तो जिस ईंट की आवश्यकता होती है उसका आकार प्राप्त करना मुश्किल है जब तक कि आप उस आकार में ईंट का निर्माण नहीं करेंगे लेकिन उस आकार में ईंट का निर्माण करना वास्तव में असंवैधानिक है संख्या कम और समय लगेगा और कुछ ईंटों की लागत बाकी ईंटों की तुलना में अधिक होगी तो यह है यह ईंटों की तरह बनाने के लिए कोई मतलब नहीं है आप फिर से देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग आकार की ईंटें हैं जिनकी आवश्यकता होगी और यह वास्तव में उस आकार में ईंट को काटने के लिए क्षेत्र में बहुत कठिनाई पैदा करता है बहुत अधिक अपव्यय होता है और इस तरह के व्यायाम के कारण कारीगरी भी प्रभावित होती है तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए ईंटों को आधा और चौथाई क्वीन क्लोजर में काटने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऊर्ध्वाधर स्टैगर नहीं है हम आधे क्वार्टर ईंटों का उपयोग करते हैं और इसे करीब कहा जाता है और यहां यदि आप उनके क्लोजर्स का उपयोग करते हैं तो आप वास्तव में इन ईंटों को तोड़ने वाले हैं और आपको उन्हें उस आकार में भी तोड़ना होगा जो पाठ्यक्रम और वैकल्पिक में से एक में दिखाया गया है यहाँ पाठ्यक्रम यदि आप वास्तव में रैट ट्रैप बॉन्ड या क्वेटा बॉन्ड जैसी किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं तो आप वास्तव में इन ईंटों को तोड़ने के बिना गुहा बना सकते हैं जैसे कि आप यहां देखते हैं इसलिए यह निश्चित रूप से एक चुनौती होगी कारावास को प्रभावी बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जो ऊर्ध्वाधर स्टील प्रदान कर रहे हैं वह विरूपण क्षमता प्रदान करने के लिए भी अच्छी तरह से काम करता है यह बिस्तर संयुक्त सुदृढीकरण प्रदान करने के लिए उपयोगी है जैसा कि आप इस तस्वीर में देखते हैं यहां आप देखते हैं कि ट्रस के रूप में बिस्तर संयुक्त सुदृढीकरण है जिसे रखा गया है और जो ऊर्ध्वाधर स्टील के चारों ओर जाता है अंतिम टंकण विज्ञान प्रीस्ट्रैस्सड चिनाई है और मूल रूप से प्रबलित चिनाई में आपको चिनाई दरारें की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि सुदृढीकरण काम करना शुरू कर देता है लेकिन प्रेशर चिनाई में आप चिनाई के लिए इंतजार नहीं करते हैं आप सलाखों को तनाव दे रहे हैं जैसे कि आप परिचय देते हैं precompression और पूर्व संपीड़ित चिनाई पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों को एक साथ मिलाने का काम करती है तो प्रबलित चिनाई और प्रीस्ट्रैस्सड चिनाई के बीच मुख्य अंतर यह है कि यहां आपको सिस्टम के प्रभावी होने के लिए दीवार के टूटने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तो यह फिर से खोखले ब्लॉकों के उपयोग के साथ है आप अपने सुदृढीकरण में डालते हैं आप केबलों में डालते हैं और केबलों को खुद को प्रीस्ट्रेस्ड सिस्टम बनाने के लिए तनाव होता है इस तरह की प्रणाली का उपयोग करके बीम्स भी बनाया जा सकता है हालाँकि इस विशेष टाइपोलॉजी ने कई चुनौतियों के कारण उड़ान नहीं भरी है यहां मौलिक धारणा यह है कि स्टील में तनाव के कारण आपके पास पूर्व संपीड़न है जब आपको पार्श्व कार्रवाई के कारण झुकने वाली ताकत मिलती है तो आपको क्रॉस सेक्शन में तनाव मिलता है लेकिन क्योंकि आपके पास पहले से ही एक पूर्व निर्मित दीवार है शुद्ध तनाव अब क्रॉस सेक्शन में मौजूद नहीं है आपके पास पूर्ण खंड है जो संपीड़न में है हालांकि अलग अलग चुनौतियां हैं विशेष रूप से अंत एंकरेज के कारण प्रीस्ट्रेस्ड के नुकसान चिनाई में रेंगने के कारण यह एक टाइपोलॉजी बन गया है जो कि निर्माण और प्रीस्ट्रेस्ड की प्रभावशीलता के कारण होने वाले नुकसानों के कारण इतना कुशल नहीं है खो सकता है तो यह निर्माण की एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है और फिर आखिरकार इन मुद्दों के कारण आप पहल को तेजी से खो देते हैं जितना कि आप प्रबलित कंक्रीट में करते हैं आपके पास बहुत कुशल प्रणाली नहीं है इसलिए एक नए निर्माण के रूप में यह वास्तव में बंद नहीं है लेकिन मौजूदा प्रणालियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रीस्ट्रेस्ड चिनाई एक उपयोगी प्रणाली है ठीक है मैं यहीं रुक जाऊंगा